IIoT के लिए सुरक्षा पर पिछले व्याख्यान में हमने IIoT में सुरक्षा कमजोरियों के बारे में चर्चा की थी जो पहले से ही IoT के लिए मौजूद है हमने देखा है कि IIoT में OT के साथ IT का इंटीग्रेशन है इसलिए इसका परिणाम यह है कि आईटी और ओटी के साथ सुरक्षा मुद्दों और उनके एक साथ कार्य करने पर पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है इसलिए हमने इन सभी को देखा है अब हम कुछ अन्य मुद्दों पर नजर डालते हैं इसलिए इससे पहले कि हम ऐसा करें मैं एक IIoT के सन्दर्भ में होने वाले वास्तविक संचार के बहुत उच्च स्तर के आर्किटेक्चर के माध्यम से जाना चाहता हूं और यह हमने पिछले व्याख्यानों में अलग अलग दृष्टिकोणों में किया है लेकिन चीजों को अपने परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए सुरक्षा हमें पूरी बात को एक अलग नज़रिये से फिर से देखनी होती है आइए देखें कि IIoT सेटिंग में संचार के संबंध में वास्तव में क्या होता है तो आइए हम इस बारे में विचार करें कि वास्तव में क्या होता है अगर हम कुछ क्लाउड सक्षम IIoT सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए हम क्लाउड सक्षम IIoT सिस्टम को देखें तो बहुत नीचे या हम कहें कि जब हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे नीचे हम विभिन्न अंत उपकरणों मतलब कि एन्ड डिवायसिस के बारे में बात कर रहे हैं इसके बाद हम कहते हैं कि यह पूरी तरह से आपको पता है कि जिस तकनीक के साथ हम फोग के साथ साथ क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं आइए देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग की एक और लेयर है जो फोग की कंप्यूटिंग लेयर है जो वास्तव में कुछ प्रोसेसिंग के करीब है इसलिए मूल रूप से इन उपकरणों के करीब हैं जिनसे डेटा पुनर्प्राप्त किया जा रहा है और इसलिए हमारे पास इन दो लेयर के बीच दो तरह से संचार है और जैसा कि हमने फोग कंप्यूटिंग और क्लाउड पर व्याख्यान में देखा है कि बाकी डेटा जो प्रोसेसिंग के लिए इंतजार कर सकता है उसे दूसरी लेयर पर भेजा जाएगा जो मूल रूप से क्लाउड ही है इसलिए यह क्लाउड की लेयर है और इसलिए इन सभी लेयर्स के बीच दिशात्मक संचार है इनमे मुख्य रूप से अंत उपकरणों की लेयर फोग की लेयर और क्लाउड की लेयर शामिल है इसलिए समस्त रूप से हमने कहा है कि यह विशेष बॉक्स हमारे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है यह हमारा IIoT क्लाउड फॉग इनेबल IIoT सिस्टम है इसलिए यदि आप उन सुरक्षा पहलुओं को देखते हैं जो हमें हर चीज के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है उन सभी को यह सुनिश्चित करता है इसलिए हमें अंतिम उपकरणों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है सुरक्षा यह काफी स्पष्ट है हमें फोग उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है हमें क्लाउड की सुरक्षा चाहिए और उसके साथ साथ क्लाउड के उपकरणों कि भी सुरक्षा को हमें सुनिश्चित करना है और हमारे पास हर जगह इनडायरेक्टली संचार है हमारे पास सिस्टम के इन 3 अलग अलग लेयर्स के बीच अलग अलग कम्युनिकेशन लिंक हैं तो ये सभी संचार लिंक हैं इसलिए हमें इस संचार प्रणाली के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है इसलिए हमें संचार सुरक्षा की जरूरत है और इसलिए हमें ये नंबर देना चाहिए हम कहते हैं कि यह नंबर 1 है यह हमारा नंबर 2 होगा यह हमारा नंबर 3 होगा यह हमारा नंबर 4 होगा और फिर क्या हो रहा है कि इस प्रणाली से समग्र रूप से हम डेटा प्राप्त कर रहे हैं इसलिए डेटा को पुनः प्राप्त किया जा रहा है और संरक्षित किया जाना है इसलिए हमें डेटा सुरक्षा के रूप में इसकी आवश्यकता है इसलिए डेटा सुरक्षा और यदि हम डेटा सुरक्षा को देखते हैं तो मूल रूप से डेटा को संबंधित स्तरों पर फिर से संरक्षित करना होगा तो यह आपका डिवाइस डेटा हो सकता है इसलिए डिवाइस डेटा सुरक्षा संचार डेटा हो सकता है इसलिए संचार डेटा सुरक्षा और फिर हमारे पास सर्वर स्टोरेज डेटा है इसलिए सर्वर स्टोरेज डेटा सुरक्षा तो ये संबंधित घटक हैं जिन्हें हमने देखा है कि ये मुख्य रूप से 5 घटक हैं जहां सुरक्षा की आवश्यकता होती है अब सम्पूर्ण रूप से सुरक्षा के संबंध में पूरी बात को मैनेज करना होगा तो यह सुरक्षा प्रबंधन है सुरक्षा प्रबंधन के लिए उसके आर्किटेक्चर को समझना होगा तो पूरे IIoT क्लाउड आर्किटेक्चर का सुरक्षा प्रबंधन समझना होगा इसलिए यह सम्पूर्ण रूप से एक क्लाउड फोग सक्षम IIoT प्रणाली के सुरक्षा प्रबंधन के संदर्भ में हमें क्या करने की आवश्यकता है हम आगे यह देखेंगे यह सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे हमें इस विशेष व्याख्यान में बाकी विषयों के बारे में चर्चा करते समय रखना है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस सुरक्षा संरक्षण के बारे में क्या कर सकते हैं इसलिए यदि हम IIoT के संदर्भ में सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अंत उपकरणों के बीच सुरक्षा को समाप्त करने की आवश्यकता है इसलिए डेटा के मूल बिंदु से लेकर उपयोग के बिंदु या स्टोरेज के बिंदु तक या जो भी हो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है इसलिए स्रोत से रिसीवर तक के लिए सुरक्षा समाप्त करने के लिए अंत सुनिश्चित करना होगा अन्यथा यदि आपके पास एक ऐसी प्रणाली नहीं है जिसने सुरक्षा को समाप्त करने के लिए अंत सुनिश्चित किया है तो आप सुरक्षा समाप्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह प्रणाली सभी के लिए काम करने वाली नहीं है अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा समाप्त करने के लिए समग्र अंत ठीक है लेकिन इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचें इसलिए जब आप विभिन्न उपकरणों के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग उपकरण होते हैं जो आंतरिक रूप से विभिन्न लेयर्स से बने होते हैं तो यदि आपके पास एक विशेष स्टैक को लागू करने वाला एक उपकरण है तो आपके पास एक ऐसा उपकरण है जिसमें विभिन्न लेयर्स हैं इसी तरह आपके पास अलग अलग लेयर्स और इसी तरह के अन्य उपकरण हैं और आप उन सभी को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक ढेर हो तोइसे हम डिवाइस 1 कहते है यह एक और स्टैक है हमें बताएं कि यह डिवाइस 2 है और यह बात इस तरह जारी रह सकती है इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है इसका मतलब हैमूल रूप से जो होने जा रहा है इन विभिन्न लेयर्स के बीच संचार होने जा रहा है इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह वर्टीकल सुरक्षा क्या है दोनों महत्वपूर्ण हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल और साथ ही वर्टीकल सुरक्षा से लेकर अंत तक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली संपूर्ण प्रणाली की सुरक्षा वह है जिसे हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है इसलिए पोस्टेड उपकरणों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है जब आप सिस्टम के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि संपूर्ण संचार सुरक्षा महत्वपूर्ण है डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण है इसलिए हम इन सभी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं और इन घटक वार लेयर का ध्यान रख रहे हैं इसी तरह पूरे IIoT क्लाउड के रूप में सिस्टम के लिए फोग IIoT सिस्टम और इसकी सुरक्षा को सक्षम करते हैं इसलिए जब आप आईओटी के IIoT औद्योगिक ऍप्लिकेशन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ निश्चित समानताएँ हैं सभी IIoT ऍप्लिकेशन्स में कुछ निश्चित समानताएँ हैं जो ठीक हैं तो आप एक सामान्य सुरक्षा ढांचे का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन फिर अलग अलग एप्लिकेशन डोमेन में विशिष्टताएं होती हैं यहां तक कि एप्लिकेशन डोमेन के भीतर भी कभी कभी कस्टम आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें विभिन्न उद्योगों के लिए पूरा करना होगा तो इन सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को समझना होगा और फिर आपको उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षा ढांचे के साथ आना होगा जो सामान्य है और साथ ही कस्टम आवश्यकताएं हैं इसलिए सुरक्षा के लिए हम जो ढांचा तैयार करते हैं उसे IIoT में विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना होता है सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होती है यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत बिल्डिंग ब्लॉक्स ने विभिन्न कमजोरियों और सुरक्षा पहलुओं का ध्यान रखा हो और यह सुनिश्चित करना होगा कि संचारजो कि अलग अलग स्वतंत्र और अलग अलग अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स में होता है वे भी सुरक्षित हैं तो आपको इनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत ब्लॉक और उनके इंटीग्रेशन और उनके बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए तकनीकों की आवश्यकता है तो IIoT सिक्योरिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स इस तरह के होंगे आपको एंड डिवाइसेस सिक्योरिटी फॉग डिवाइसेस सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत है आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो डेटा इस पूरे सिस्टम से आ रहा है वह सुरक्षित और संरक्षित है संचार माध्यम जिसके माध्यम से ये विभिन्न उपकरण संचार करते हैं जो संरक्षित और सुरक्षित भी है और आपको इन सभी सीधे और ऊपर की ओर वाले उपकरणों के बीच एक समग्र सुरक्षा प्रबंधन ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है इसलिए जब हम अंत उपकरणों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अनिवार्य रूप से सेंसर एक्चुएटर्स जो उनपर चल रहे हैं और इसी प्रकार के अन्य उपकरण इसलिए हमें इन सभी विभिन्न घटकों के संरक्षण पर विचार करने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मैं आपको पिछले व्याख्यान में क्या बता रहा था कि हम IIoT के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम एक अत्यधिक संसाधन बाधा वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो संसाधन की कमी ऊर्जा की कमी प्रोसेसिंग संसाधन का नेटवर्क एवं बाधा बैंडविड्थ की कमी कम डेटा दर कम ऊर्जा है इसलिए हमारे पास वातावरण की अत्यधिक कमी है और हमें अलग अलग उपकरणों एकांत में रखे हुएअलग अलग उपकरणों संचार में अलग अलग उपकरणों और अलग अलग उपकरणों को सुनिश्चित करना है जिसमें सिस्टम पूरी तरह से समाहित है हेट्रोजेनिटी उपकरणों को चलाने के लिए चित्रित किया गया है और जो इसी तरह काम कर रहा है इसलिए हमें इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए हेट्रोजेनिटी प्रोटोकॉल नहीं हैं जो IIoT के लिए चलने के लिए हैं मेरा मतलब है कि लोग विभिन्न प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं वे हल्के प्रोटोकॉल के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के बाधा वातावरण में काम करने जा रहे हैं लेकिन क्रिप्टोग्राफी ही भारी है इसलिए मूल क्रिप्टोग्राफी ही हल्के प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए बहुत सारे शोध कार्य हैं जो पाएंगे कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल और आईओटी और आईआईएसटी के लिए उनके डिजाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आवश्यकताओं के संदर्भ में जब हम अंत उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इन उपकरणों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंत उपकरणों की अपनी पहचान है और इस पहचान को संरक्षित करना होगा हमें डेटा की सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल को भी सुनिश्चित करना होगा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में हम संगठनात्मक नीतियों का समर्थन करने जा रहे हैं इसलिए लेजीटिमेट एक्सेस नियंत्रण के आधार पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष उपकरण को स्वचालन के पदानुक्रम के किसी निश्चित स्तर तक किसी व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जाता है जिसे वास्तव में उस उपकरण या उसके डेटा तक पहुंच नहीं होनी चाहिए इसलिए न केवल संगठन के भीतर बल्कि संगठन के बाहर भी किसी को भी उपकरणों और डेटा तक अनाधिकृत एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए तो इन सभी 4 घटकों को इस तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए हमें अंत डिवाइस सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना होगा कि जगह में उपयुक्त ऑथेंटिकेशन तंत्र है जो यह आश्वासन देगा कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया दावा सही है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अधिकार प्रदान करने वाला भी होना चाहिए तो अंत उपकरणों की सुरक्षा के लिए अलग अलग समाधान हैं हमें लाइट क्रिप्टोग्राफ़िक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है कई ऐसे हैं जिन पर शोध किया गया है बहुत सारे शोध पत्र हैं जो मूल रूप से IIoT के लिए हल्के क्रिप्टोग्राफ़िक प्रोटोकॉल के साथ आते हैं ऊर्जा कुशल ऑथेंटिकेशन सिस्टम लाइट सिमिट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है और इसलिए लाइटवेट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफ़िक सिस्टम के लिए कमी और संकेत का पता लगाना तो इन सभी चीजों को अंतिम उपकरणों की सुरक्षा के लिए करना होगा तो फोग उपकरणों की सुरक्षा के संदर्भ में फोग उपकरणों को अंतिम उपकरणों के पास तैनात किया जाता है और ये भी बाधा हैं यह कंप्यूटिंग स्टोरेज आदि के मामले में अंतिम उपकरणों की तुलना में बेहतर है लेकिन फिर भी यह वास्तव में सर्वर फॉर्म या क्लाउड एंड में मौजूद है और उसकी तुलना में अधिक बाधा है इसलिए ये फॉग डिवाइस इसलिए हैं क्योंकि ये रिसोर्स स्टोरेज कंप्यूटिंग आदि के मामले में सेमी कंस्ट्रक्शन की तरह हैं हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास इन फॉग डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए कुछ उपयुक्त सुरक्षा तंत्र हों इसलिए हमें कुछ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के साथ आना होगा जो फॉग के उपकरणों के प्रमाणीकरण करने जा रहे हैं और फॉग के उपकरणों और क्लाउड के बीच प्रमाणीकरण करेंगे इसलिए मूल रूप से यहाँ पर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम लाइट क्रिप्टोग्राफिक और अन्य सुरक्षा सूचना प्रणाली सुरक्षा विधियों के साथ इस तरह के बाधा वातावरण में उपयोग के लिए तैयार हैं क्लाउड वास्तव में बहुत बड़ा संसाधन है इसलिए क्लाउड सुरक्षा बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह आमतौर पर एक तृतीय पक्ष सेवा का क्लाउड है लेकिन साथ ही क्लाउड सुरक्षा और क्लाउड सुरक्षा सुनिश्चित करना फोग की सुरक्षा या अंतिम डिवाइस सुरक्षा की तुलना में कम चुनौती है इसलिए क्लाउड स्तर पर आपको क्लाउड पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है जो एप्लीकेशन की पहुँच को सीमित करने के लिए कुछ नीतियां बनें और क्लाउड संसाधनों के लिए एक्सेस कंट्रोल भी होना चाहिए इसलिए सुरक्षा के इन विभिन्न पहलुओं और क्लाउड के लिए सुरक्षा की आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें समग्र रूप से माना जाना चाहिए इसलिए क्लाउड सुरक्षा के लिए हमें इन सभी विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखना होगा भौतिक सुरक्षा डेटा गोपनीयता सुरक्षा नियंत्रण पहचान प्रबंधन और एक्सेस कंट्रोल इसलिए समग्र रूप से इन सभी विभिन्न मुद्दों को क्लाउड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए डेटा सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा हैं कुछ डेटा उपयोग में हैं यह एक प्रकार का डेटा है तो हमारे पास कुछ डेटा हैं जो मूल रूप से संक्रमण में हैं और कुछ डेटा बाकी हैं इसलिए आमतौर पर भविष्य में उपयोग के लिए सर्वरों में संग्रहीत किया जाता है वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और संक्रमण के लिए डेटा मूल रूप से चैनल पर आ रहे हैं और अभी भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इन सभी विभिन्न प्रकार के डेटा को सुरक्षा के उपयुक्त स्तरों के साथ संरक्षित करना होगा इसलिए डेटा संरक्षण IIoT का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और इसलिए मूल रूप से जब हम IIoT के बारे में बात कर रहे हैं IIoT यह सभी डेटा एकत्र करने और डेटा का सही विश्लेषण करने के बारे में सहयोग प्रदान करता है तो IIoT यह डेटा है और यह IIoT सिस्टम का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और आपको IOT डेटा की सुरक्षा के उपयुक्त स्तर को सुनिश्चित करना होगा विभिन्न डेटा स्रोतों और अपने स्वयं के जीवन चक्र के जोखिमों और सुरक्षा चुनौतियों के साथ प्रकारों को समझना होगा विश्लेषण करना होगा और इसके परिणामस्वरूप उपयुक्त तंत्र को लाना होगा डेटा सुरक्षा में तीन अलग अलग चीजें शामिल हैं गोपनीयता जिसमें केवल वैलिड जो मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के बारे में बात करती है कि डेटा अनियंत्रित है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और उपलब्धता जिसे कानूनी संस्थाओं को सुनिश्चित करना है इसलिए कानूनी रूप से दावेदार संस्थाओं के लिए डेटा की उपलब्धता बहुत आवश्यक है तो ये डेटा सुरक्षा गोपनीयता इंटीग्रिटी और उपलब्धता की तीन अलग अलग लेयर्स हैं संचार सुरक्षा IIoT उपकरणों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुरक्षित करता है IIoT यह कनेक्टिविटी के बारे में है इसलिए जब भी हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मूल रूप से पहले मैंने आपको बताया था कि IIoT कोड IIoT डेटा है लेकिन डेटा को केवल तभी आना है जब ये डिवाइस सभी परस्पर जुड़े हुए हों तो मुख्य रूप से जो हमारे पास संचार चैनल है वह नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी के सामान है इसलिए उस चैनल को स्वयं सुरक्षित रखना होगा इसलिए संचार सुरक्षा और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अलग अलग मौजूद सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरे सेंसर डेटा को सुरक्षित रखने कमांड्स को सुरक्षित करने एक्ट्यूएटर्स को सुरक्षित करने और एक्टीवेशन लॉग रिपोर्ट और उनके सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन संदेशों और उनकी सुरक्षा आदि के लिए भेजे जाने वाले संकेतों के साथ होंगे इसलिए ये सभी अलग अलग सुरक्षा जोखिम हैं और उनकी सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करना होगा IIoT ट्रैफ़िक और डेटा प्रारूप कोर नेटवर्क से भिन्न होते हैं इसलिए सुरक्षा में उसी लेयर पर उपकरणों के साथ संचार शामिल होता है जो मूल रूप से हॉरिजॉन्टल सुरक्षा भी है जो मैंने पहले समझाया था इसलिए संचार सुरक्षा के लिए आपको उपयुक्त नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता होती है जो आपको सुरक्षा गेटवे नेटवर्क फायरवॉल और प्रमाणीकरण अथॉरिटी और डेटा कोडिंग एन्कोडिंग के लिए अलग अलग क्रिप्टोग्राफ़िक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है सुरक्षा प्रबंधन के लिए हम एक पूरे रूप में प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं हम कॉन्फ़िगरेशन पीरिऑडिक अपडेट और सुरक्षा के प्रबंधन के मुद्दों से निपटने के बारे में बात कर रहे हैं सुरक्षा प्रबंधन एक सक्रिय महत्वपूर्ण कार्य है और इसे सुनिश्चित करने का अर्थ है पूरी प्रणाली IIoT प्रणाली सुरक्षित है तो इस पूरी प्रणाली का प्रबंधन IIoT के सुरक्षा प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है जब आप किसी सिस्टम के सुरक्षा प्रबंधन और निश्चित रूप से IIoT सिस्टम के बारे में बात कर रहे हों तो रोकथाम का पता लगाना विश्लेषण और सुरक्षा जोखिमों का शमन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सुरक्षा निगरानी के लिए ये एक ही समस्या के तीन अलग अलग हिस्से हैं एक है निगरानी प्रतिक्रिया और विश्लेषण ये सुरक्षा निगरानी के 3 अलग अलग तरीके हैं निगरानी प्रतिक्रिया जो देखा जा रहा है और डेटा के विश्लेषण के आधार पर होती है अब हम इस विशेष रेखा चित्र पर नज़र डालते हैं जो स्वास्थ सेवा उद्योग के लिए एक फोग के क्लाउड सक्षम IIoT प्रणाली के बारे में बात करता है यह एक आर्किटेक्चर है जिसे मैंने नीचे दिए गए स्रोत से लिया है तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स को देखें ताकि हमारे पास इस विशेष लेयर में हेल्थकेयर एम्बेडेड डिवाइस हों यह लेयर 1 है फिर आपके पास फॉग डिवाइसेस की लेयर और क्लाउड लेयर है इसलिए समग्र रूप से एवं मूल रूप से ये हेल्थकेयर एम्बेडेड डिवाइस डिवाइस ये सभी अलग अलग डिवाइस और उनकी कनेक्टिविटी हैं तो ये डिवाइस मूल रूप से एक IIoT परिदृश्य में हैं ये डिवाइस अलग में काम नहीं करते हैं वे सभी जुड़े हुए हैं इसलिए इन सभी उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके बीच बातचीत महत्वपूर्ण है और दूसरा यह है कि यहां फोग के उपकरणों की लेयर भी है सुरक्षा तंत्र को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करना होगा और अंत में क्लाउड लेयर पर भी डेटा संग्रहीत और पर्याप्त होना चाहिए सुरक्षा तंत्र और क्लाउड के माध्यम से पर्याप्त पहुँच को नियंत्रण करना भी सुनिश्चित करना होगा इसलिए क्लाउड पर फोग के माध्यम से फोग पर और भी हेल्थकेयर एम्बेडेड उपकरणों के माध्यम से नियंत्रण और डेटा संरक्षण तक पहुंच प्राप्त करें ये सभी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना और विश्लेषण करना होगा इसलिए जब भी हम हेल्थकेयर में सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें IoT उपकरणों उनकी सुरक्षा उनकी सुरक्षा के बारे में बात करनी है न केवल सेंसर एक्ट्यूएटर्स बल्कि गेटवे में प्रोसेसिंग यूनिट डेटा हब और अन्य उपकरण भी शामिल होंगे इस डेटा का अधिकांश भाग यहीं पर संग्रहीत किया जाता है दूसरा संचार सुरक्षा है जो मूल रूप से इन कनेक्टेड डिवाइसों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहा है ये कनेक्टेड डिवाइस खुद फोग से जुड़े डिवाइस एवं फोग से जुड़े क्लाउड शामिल हैं इसलिए हर जगह संचार को हल्के क्रिप्टोग्राफिक तरीकों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से सुरक्षित करना होगा हम सुरक्षित गेटवे का उपयोग करते हैं सुरक्षित उपयोग करते हुए फायरवॉल और विभिन्न सुरक्षित सुरक्षा अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं इसलिए इन सभी को समग्र रूप से संचार सुरक्षा का उपयोग करना सुनिश्चित करना होगा उपयुक्त एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट आदि का उपयोग करके क्लाउड पर डेटा कंट्रोल प्रोटेक्शन सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट्स कम्युनिकेशन डेटा प्रोटेक्शन का उपयोग करते हुए डिवाइस डेटा प्रोटेक्शन और क्लाउड पर हैशिंग और हैशिंग का डाटा प्रोटेक्शन जैसे विभ्भिन ऍप्लिकेशन्स पाए जाते हैं क्लाउड और SDN आधारित सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी पर सुरक्षा प्रबंधन समग्र रूप से वैश्विक सुरक्षा संभालता है एसडीएन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने पहले ही दो अलग अलग व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा की है जिनका मैं यहां उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं और न ही इसे आगे विस्तार से बताऊंगा लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी समझ में आता है एसडीएन आधारित सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी मूल रूप से वांछनीय है क्योंकि इनमें से अधिकांश सिस्टम भविष्य में SDN सक्षम होने जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप अलग से आईटी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ नियामक मानक हैं जो आईएसओ आईईसी 154083 हैं यह सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मूल्यांकन के लिए एक सामान्य मानदंड है जैसे कि आईटी की सुरक्षा के लिए कुछ अन्य संबंधित मानक हैं ओटी के लिए इसके अलावा अलग से यह मानक IEC 62443 है जो एक औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली सुरक्षा मानक है जैसे इस NIST का भी अपना और इतना ही मानक है OT के लिए कुछ अलग मानक हैं लेकिन IIoT में एक बार फिर हम IT और OT सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आपके पास आईटी ओटी अभिसरण की सुरक्षा के लिए नियामक आवश्यकताओं का एक अलग सेट होना चाहिए तो आईआईओटी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन नियामक ढांचे के साथ आना है इसके साथ हम सुरक्षा चिंताओं और उनके मुद्दों और उनकी चर्चा के आसपास आते हैं ये इन अलग अलग संदर्भों में से कुछ हैं जिन्हें आप IIoT के संदर्भ में सुरक्षा के इन मुद्दों के बारे में चर्चा करने के इच्छुक है धन्यवाद